मैं इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं जो मेरे और डॉक्टर कमलिका दत्ता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में हम एंबेडेड सिस्टम डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे विशेष रूप से हम कुछ व्यावहारिक डिज़ाइन उदाहरणों पर जोर देंगे प्रदर्शन के वाहन के रूप में हम मुख्य रूप से दो अलग अलग एम्बेडेड सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे एक एआरएम आधारित बोर्ड पर आधारित है और दूसरा एक मानक आरडूइनो यूनो आधारित बोर्ड होगा अब इससे पहले कि हम वास्तविक प्रयोग के साथ आगे बढ़ें कुछ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और कुछ प्रेरणा होना हमेशा अच्छा होता है कि हमें एक एम्बेडेड सिस्टम की आवश्यकता क्यों है एक एम्बेडेड सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और डिजाइन विकल्प क्या हैं तो इस संदर्भ में इस पाठ्यक्रम का पहला लेक्चर एंबेडेड सिस्टम का परिचय शीर्षक है यहां हम मुख्य रूप से एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसके मूल रूप से और कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन क्या हैं और एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर किस तरह के विशिष्ट सबसिस्टम हैं जो हम आम तौर पर देखते हैं ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में चर्चा करेंगे पहली बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी पैदाइश और परवरिश कंप्यूटिंग के युग में हुई है अपने जन्म के बाद से आप में से कई लोगों ने अपने आस पास कंप्यूटर सिस्टम को देखा है लेकिन निश्चित रूप से परिदृश्य 4 या 5 दशक पहले समान नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग सिस्टम कम बिजली वाले उपकरणों का एक शानदार प्रसार हुआ है और विभिन्न प्रकार की प्रगति जो वर्षों में हुई हैं पहली बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि कंप्यूटर सिस्टम आज हर जगह हैं अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं वैसे मैं एक तकनीकी वातावरण के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ना ही आपके प्रयोगशाला में ना हीं आपके कॉलेज यहाँ तक कि आपके निवास में भी जब आप अपनी नींद से जागते हैं यदि आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको कुछ कम्प्यूटेशनल उपकरणों के कई उदाहरण मिलेंगे जो कहीं न कहीं रखे होंगे यह एक ऐसा वातावरण है जहाँ हम सभी बड़े हुए हैं परंपरागत रूप से हम उन कंप्यूटरों से परिचित हो गए हैं जो या तो डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर आदि हैं जो कुछ अर्थों में अधिक पारंपरिक हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर आमतौर पर ऐसी मशीनें होती हैं जहां आपने अपनी कंप्यूटिंग सीखी होती है आज लैपटॉप बहुत वहनीय हो गए हैं हम में से ज्यादातर के पास निजी लैपटॉप हैं इसलिए लैपटॉप उस भूमिका को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो पहले डेस्कटॉप की हुआ करती थी मोबाइल फोन की बात करें तो यह बहुत कम आंका गया कंप्यूटिंग डिवाइस है आज जो कुछ भी एक मोबाइल फोन के अंदर है अगर आप 30 से 35 साल पहले मौजूद कंप्यूटरों की कम्प्यूटेशनल क्षमता के बारे में सोचते हैं तो यकीन मानिए कि मोबाइल फोन के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं वे उसकी तुलना में 1 मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली हैं जो आप उन दिनों बड़े कंप्यूटर सिस्टम में देखते थे लेकिन मोबाइल फोन हम कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगोंऍप्लिकेशन्स के लिए उपयोग करते हैं फोन के रूप में इसके उपयोग के लिए संदेश भेजने के लिए करते हैं और हां मनोरंजक उद्देश्यों के लिए हम वीडियो देख सकते हैं हम इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं और कई नए एप्लिकेशन हैं जो आप आज मोबाइल फोन पर चला सकते हैं लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि एक अन्य प्रकार का कंप्यूटिंग सिस्टम है जो अक्सर हमसे छिपाहिडन होता है छिपाहिडन का मतलब है कि हम उन कंप्यूटिंग सिस्टम को नहीं देख सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि डेस्कटॉप गणना कर सकता है एक लैपटॉप गणना कर सकता है एक मोबाइल फोन भी कुछ अर्थों में गणना कर सकता है लेकिन अगर आप एक रेफ्रिजरेटर को देखते हैं अगर हम अपने एयर कंडीशनिंग मशीन को देखते हैं तो क्या वे एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह दिखते हैं नहीं लेकिन उन मशीनों के अंदर कुछ कंप्यूटिंग ब्रेन छिपा होता है जिसे मैं इस छुपी हुई चीज के रूप में संदर्भित कर रहा हूं ये हमारे दैनिक जीवन और व्यापक रूप से अधिक सामान्य हैं जैसा कि वे हर जगह हैं और मैं जो बिंदुपॉइंट रखना चाहता हूं वह यह है कि वे उस वातावरण में छिपे हुए हैं जिसके लिए वे बनाए गए थे अब ऐसी सिस्टम्स को पारंपरिक रूप से एम्बेडेड सिस्टम के रूप में जाना जाता है हमारा मतलब है कि ये कंप्यूटिंग सिस्टम हैं लेकिन ये पर्यावरण के अंदर अंतर्निहित हैं पर्यावरण शब्द से हमारा तात्पर्य परिवेश या वास्तव में उस परिदृश्य से है जिसके लिए प्रणाली को डिजाइन किया गया था फिर से एक एयर कंडीशनिंग मशीन का उदाहरण लेता हूं एक एसी मशीन सामान्य रूप से एक कमरे के अंदर रखी जानी चाहिए अब यह कंप्यूटिंग सिस्टम जो एक एसी मशीन के अंदर रखा है उस कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए एसी मशीन वातावरण है यह उस एसी मशीन के बाहर किसी के साथ बातचीत नहीं करता है यह एसी मशीन को नियंत्रित करने के लिए ज़िम्मेदार है यह आपके रिमोट कंट्रोल पर जो भी आप दबा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार है आप एसी इत्यादि मशीन को कुछ कमांड दे रहे हैं ये उस तरह के कमांड हैं जिसके लिए अंदर की कंप्यूटिंग मशीन जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं एम्बेडेड सिस्टम के बारे में फिर से बात करते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम क्या हैं मैंने पहले ही एक उदाहरण दिया तो अब यह आपके लिए कुछ स्पष्ट होना चाहिए एंबेडेड सिस्टम वे कंप्यूटर हैं जिन्हें अन्य सिस्टम के भीतर एम्बेड किया जाता है अब दाहिनी तरफ मैंने कुछ चित्र दिए हैं आप इन उदाहरणों को देखें यहां आप एक वॉशिंग मशीन देखते हैं यह एक रेफ्रिजरेटर है यह एक लेजर प्रिंटर है यह एक डिजिटल कैमरा है यह एक ऑटोमोबाइल है और यहां आप एक मिसाइल देख सकते हैं जो आकाश से उड़ रही है ये सभी एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण हैं वे काफी शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम या डिवाइस हैं निश्चित रूप से इन कंप्यूटिंग सिस्टम की शक्ति विशिष्ट एप्लिकेशन पर निर्भर करती है कुछ एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत अधिक संगणना शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन मिसाइल जैसी प्रणाली के लिए वास्तविक समय में बहुत सारी संगणनाएँ करने की आवश्यकता होती है जैसा कि मिसाइल अपने प्रक्षेपवक्र में बहती है पर्यावरण से लगातार प्रतिक्रिया आती है और कुछ सुधारात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं जिन्हें इस तरह से करने की आवश्यकता होती है ताकि मिसाइल सही मार्ग का अनुसरण कर सके और लक्ष्य को सटीक तरीके से मार सके तो यह पर्यावरण पर निर्भर करता है अब यह अन्य सिस्टम किसी भी चीज़ को संदर्भित रेफर कर सकता है इसे बहुत विशिष्ट तरीके से परिभाषित करना बहुत कठिन है लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये अन्य सिस्टम कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम हैं जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर आदि नहीं हैं कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम जो इनमें से एक नहीं है वे कहीं पे रखे हैं और पर्यावरण के साथ काम कर रहे हैं उन्हें एम्बेडेड सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कुछ विशिष्ट उदाहरण यहाँ दिए गए हैं और फिर से जैसा कि मैंने एप्लीकेशन के आधार पर कहा प्रोसेसर बहुत सरल और सस्ता हो सकता है क्योंकि कई उपकरण हैं मैं फिर से एक उदाहरण लेता हूं मान लीजिए कि आप माइक्रोवेव ओवन खरीदने के लिए बाजार गए हैं वे 3000 रुपये और अधिक कीमतों मे उपलब्ध हैं वे तुलना में काफी सस्ते हैं माइक्रो ओवन के अंदर भी एम्बेडेड प्रोसेसर होते हैं अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली पेंटियम प्रोसेसर की जरूरत है तो उस पेंटियम प्रोसेसर की कीमत खुद 5000 रुपये होगी जिसमें सभी सामान और बाह्य उपकरण शामिल होंगे तो यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा एप्लीकेशन के आधार पर उन्हें बहुत सस्ता होना पड़ता है आज दुनिया भर में विभिन्न एप्लीकेशन में बहुत अधिक संख्या में एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है उनमें से अरबों बनाम लाखों पारंपरिक कंप्यूटिंग इकाइयां हैं तो इस तरह के एम्बेडेड कंप्यूटिंग उपकरणों की संख्या आज पारंपरिक कंप्यूटिंग उपकरणों की संख्या से आगे निकल जाती है कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम में मौजूद हैं आइए हम उनमें से कुछ को देखें पहली बात यह है कि वे विशेष उद्देश्य या एकल कार्यात्मक हैं एक एयर कंडीशनिंग मशीन की तरह अंदर एक प्रोसेसर है उस प्रोसेसर का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसी मशीन ठीक से काम कर रही है और कुछ नहीं तो यह कुछ गणित करने में गणना में आपकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उस अर्थ में इसका विशेष उद्देश्य है आम तौर पर यह उस एप्लिकेशन से संबंधित एकल प्रोग्राम को निष्पादित करता है जिसके लिए इसे बनाया गया था और यह पर्यावरण से इनपुट ले सकता है आप एक एसी मशीन के बारे में सोचते हैं पर्यावरण से इनपुट का मतलब है उपयोगकर्ता रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कुछ कमांड भेज सकते हैं एसी मशीन में खुद के अंदर कुछ सेंसर हो सकते हैं सेंस कर सकते हैं कि वर्तमान कमरे का तापमान क्या है वर्तमान आर्द्रता का स्तर क्या है तदनुसार यह बहुत ही इष्टतम तरीके से अंदर के विभिन्न उप प्रणालियों को सक्रिय कर सकता है आप एक रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचिए उसमें आम तौर पर कुछ नियंत्रण पैनल होते हैं आप उसमें तापमान और अन्य कारक निर्धारित कर सकते हैं यह एप्लीकेशन पर फिर से निर्भर करता है पर्यावरण के माध्यम से आप प्रोसेसर को कुछ कमांड भेज सकते हैं और प्रोसेसर तदनुसार प्रतिक्रिया देगा कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन वॉशिंग मशीन एसी मशीन और इन एम्बेडेड सिस्टमों में से अधिकांश के लिए लागत ऊर्जा और भी कारक के रूप में बहुत तंग बाधाएं हैं प्रोसेसर को कम लागत का होना चाहिए अन्यथा सिस्टम आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी जहाँ भी काम कर रहा हो प्रोसेसर को पावर स्रोत या बैटरी से बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोसेसर आपसे छिपा हुआ है और यह उम्मीद की जाती है कि उपयोगकर्ता को ऊर्जा के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए बनाने का कारक आप आजकल एक एसी मशीन के बारे में सोचते हैं जो बहुत चिकना है अब आप उसके अंदर एक कंप्यूटर नहीं रख सकते हैं जो बहुत भारी और बड़ा है क्योंकि यह आपके सिस्टम को भी भारी और बड़ा बना देगा इसलिए सिस्टम पर फिर से निर्भर करते हुए आपके कंप्यूटिंग सिस्टम को बहुत सघन कॉम्पैक्ट बनाया जाना चाहिए और क्षेत्र में किसी भी प्रशंसनीय वृद्धि के बिना अंदर फिट होना चाहिए तो कम लागत कम शक्ति छोटे आकार अपेक्षाकृत तेज ये कुछ विशेषताएं हैं और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वास्तविक समय में प्रतिक्रिया होनी चाहिए आप एसी मशीन के बारे में सोचते हैं अचानक किसी कारण से कमरे का तापमान बढ़ गया है तापमान को नीचे लाने के लिए इसे उच्च शक्ति से कंप्रेसर को चालू करना होगा तो यह इन बाहरी इनपुट का वास्तविक समय में जवाब देना चाहिए यह नहीं कह सकता कि मैं 10 मिनट के बाद इसका जवाब दूंगा वास्तविक समय का अर्थ है जब भी कोई इनपुट आता है तो कुछ निर्दिष्ट समय के भीतर सिस्टम को उस इनपुट का जवाब देना चाहिए अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करते हैं वे सिस्टम के वातावरण से इनपुट लेते हैं और गणनाओं को पूरा करते हैं सहन करने योग्य देरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन में भिन्न होती है तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं अब कुछ डिज़ाइन बाधाएँ भी हैं इनमें से कुछ बहुत स्पष्ट हैं प्रोसेसर कम लागत वाली चीज होनी चाहिए आपको इसे बहुत महंगा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह आपके सिस्टम को भी बना देगा जिसके अंदर यह एम्बेडेड है यह इसे भी काफी महंगा बना देगा आप ऐसी मशीन के अंदर बहुत परिष्कृत प्रोसेसर का उपयोग नहीं कर सकते जैसे माइक्रोवेव के अंदर पेंटियम जैसे परिष्कृत प्रोसेसर को रखना आप अफ़्फोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेंटियम की लागत बहुत अधिक है कम ऊर्जा की खपत एक और गुण है जो बहुत आम है वैसे यहां तक कि मशीनें जो इलेक्ट्रिक पावर से संचालित होती हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर यदि आप इसे चालू करते हैं और चले जाते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि यह कम बिजली की खपत करेगा और दूसरी बात ऐसे कई गैजेट हैं जो बैटरी पर भी काम करते हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से ऊर्जा की खपत एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत सरल हैं उनकी मेमोरी की मात्रा भी बहुत कम है इसलिए आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं आप जो भी गणना करते हैं वे उस सीमित मेमोरी स्पेस के अंदर फिट होनी चाहिए मैंने कई एप्लीकेशंस का उल्लेख किया जो वास्तविक समय मैं प्रतिक्रिया की मांग करते हैं एक निर्दिष्ट समय के भीतर सिस्टम को इनपुट का जवाब देना चाहिए अब हम जो कुछ भी इसके बारे में बात कर चुके हैं उसके आधार पर हम एक एम्बेडेड सिस्टम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं वैसे एम्बेडेड सिस्टम को एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित प्रणाली के रूप में शिथिल लूजली रूप से परिभाषित किया जा सकता है यह अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम के लिए सही है जो प्रोसेसर अंदर है उसे कम लागत का होना चाहिए उसे कम शक्ति का होना चाहिए आकार में छोटा होना चाहिए कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जिसे जिसे माइक्रोकंट्रोलर कहा जाता है जिसके बारे में हम इस पाठ्यक्रम में बात करेंगे वे इन सभी मानदंडों को पूरा करते हैं अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रोकंट्रोलर होते हैं वे एक एकल सिंगल चिप में एक पूर्ण कंप्यूटर की तरह होते हैं आपको जो भी चाहिए प्रोसेसर मेमोरी आईओ सब कुछ एक चिप के अंदर है और इसलिए इसकी लागत बहुत कम है तो यह एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित प्रणाली होना चाहिए न कि सामान्य उद्देशिये इसे फ़ंक्शन या सीमित कार्यों की एक श्रृंखला को नियंत्रित करना चाहिए और एक अन्य बिंदु यह है कि यह उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किए जाने के लिए नहीं है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं वैसे आप एक संख्या के फ़ैक्टोरियल की गणना करने के लिए एन नंबर आदि का योग खोजने के लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हैं लेकिन जब भी आप अपने एसी मशीन जैसे डिवाइस के अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम के बारे में सोचते हैं आप सामान्य रूप से अपने दिन प्रतिदिन की गणना के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं आप इसे स्वयं प्रोग्राम नहीं कर सकते यह आपके पास पहले से प्रोग्राम किया हुआ आता है आप प्रोग्राम को संशोधित नहीं कर सकते हैं यह फिक्स्ड प्रोग्राम सिस्टम है आप केवल उस प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं उपयोगकर्ता रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उदाहरण के लिए इनपुट दे सकता है लेकिन कार्यक्षमता को बदल नहीं सकता है उदाहरण के लिए आप एक एसी मशीन कुछ और नहीं बना सकते जैसे कि कमरे का हीटर उपयोगकर्ता आमतौर पर सॉफ्टवेयर में कोई संशोधन नहीं कर सकता है लेकिन निश्चित रूप से आजकल सिस्टम अधिक परिष्कृत हो रहे हैं आप अपने टीवी सेट के साथ सेट टॉप बॉक्स के बारे में सोच सकते हैं सेट टॉप बॉक्स भी एम्बेडेड सिस्टम हैं उनके अंदर काफी शक्तिशाली प्रोसेसर हैं अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कार्यक्रमों को देखते समय या जब आप इसे चालू कर रहे होते हैं तो यह अपडेट डाउनलोड करने के लिए कहता है वैसे सॉफ्टवेयर जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर चल रहा है वह समय समय पर सेवा प्रदाता द्वारा अपडेट किया जाता है यह सुविधा उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर दी गई है बस आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जैसे विंडोज़ जिसे अक्सर कुछ अपडेट इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है इसका मतलब है आपको कुछ मौजूदा अर्थों में बेहतर बनाने के लिए अपने मौजूदा सॉफ़्टवेयर में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है इसलिए आम तौर पर आप अपनी वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर या कार को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं लेकिन हो सकता है कि कल आने वाली पीढ़ी के एम्बेडेड सिस्टम को आप उन्हें भी प्रोग्राम करने में सक्षम हों जैसे जब आप एक वाहन चलाते हैं आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं लेकिन अभी के समय में सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सीमित विकल्प के साथ आते हैं कुछ चीजें हो सकती हैं जिन्हें उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कर सकता है लेकिन सभी नहीं यह एक एम्बेडेड सिस्टम का एक योजनाबद्ध आरेख है एम्बेडेड कंप्यूटर बीच में रखा है जिसमें कुछ हार्डवेयर माइक्रोकंट्रोलर और कुछ प्रोग्राम है जो इसके सॉफ्टवेयर पर चल रहा है यह कुछ सेंसर के माध्यम से इनपुट लेता है और यह कुछ आउटपुट के माध्यम से कुछ को नियंत्रित कर सकता है और आम तौर पर कुछ स्विच कुछ छोटे कीबोर्ड जैसे कुछ उपयोगकर्ता इंटरफेस होते हैं जैसे कि कुछ स्पर्श सेंसर शायद रिमोट कंट्रोल ये सभी उपयोगकर्ता इंटरफेस हैं और इसके पास अन्य सब सिस्टम का कुछ लिंक हो सकता है यह एक एम्बेडेड सिस्टम का एक सामान्य ढांचा है अब एम्बेडेड सिस्टम क्या नहीं है वैसे यह एक पारंपरिक कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर रखा माइक्रोप्रोसेसर नहीं है हम इसे कंप्यूटर कहते हैं हम इसे एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं कहते हैं वैसे यह एक माइक्रोप्रोसेसर है जो दूसरी तकनीक जैसे माइक्रोवेव रेफ्रिजरेटर इत्यादि को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है यही तो एक एम्बेडेड सिस्टम है यह किसी अन्य सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है अब जैसा कि मैंने कम लागत वाले माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए कहा था कि वे सिंगल चिप डिवाइस हैं आप यहां देखें मैंने एक माइक्रोकंट्रोलर की तस्वीर दिखाई है जो PIC परिवार से संबंधित है यह एक PIC माइक्रोकंट्रोलर है यह एक लेआउट आरेख है जहां प्रोसेसर मेमोरी IO सबसिस्टम सब कुछ एक ही चिप के अंदर एम्बेडेड है अब एम्बेडेड सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हुए आप उनमें से कुछ को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन वे कल्पना द्वारा सीमित हैं आप जो कल्पना कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और इस तरह के एप्लीकेशन की संख्या केवल दिन प्रतिदिन बढ़ेगी आज हम आई ओ टी के बारे में बात कर रहे हैं कल आई ओ टी हर जगह होगा हो सकता है कि उनमें से कुछ डिवाइस आपके शरीर के अंदर हों आप उन उपकरणों को अपने साथ रह रहे होंगे कंज्यूमर सेगमेंट में आप फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी मशीन कैमरा के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं यहां तक कि आपके कार्यालय में आप प्रिंटर और फैक्स मशीन फोटोकॉपी मशीन स्कैनर बॉयोमीट्रिक स्कैनर निगरानी के लिए कैमरे का उपयोग करते हैं वे सभी एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण हैं आप ऑटोमोबाइल के बारे में सोचिये आज सभी ऑटोमोबाइल कुछ अर्थों में बुद्धिमान हैं कुछ कम्प्यूटेशनल डिवाइस हैं जो उन ऑटोमोबाइल के अंदर के बुनियादी ढांचे को एक कुशल तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो एयरबैग्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इंजन कंट्रोल डोर लॉक जी पी एस सब कुछ यहां इन एम्बेडेड प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है संचार के लिए मोबाइल फोन सबसे बड़ा उदाहरण है आप नेटवर्क स्विच के बारे में सोचिये जो हम संचार राउटर स्विच वाई फाई हॉटस्पॉट्स टेलीफ़ोन के लिए उपयोग करते हैं आज उनमें से प्रत्येक के अंदर प्रोसेसर हैं फिर आपके पास स्वचालित दरवाजा बंद करने का सिस्टम हो सकता है जिसे हम कई स्थानों पर देखते हैं हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों निगरानी प्रणालियों बुद्धिमान शौचालयों में स्वचालित सामान स्क्रीनिंग जहां शौचालयों के अंदर कुछ एम्बेडेड सिस्टम हैं जो उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों का जवाब दे सकते हैं स्वचालित रूप से ये एम्बेडेड सिस्टम के सभी उदाहरण हैं फिर से उस आरेख के बारे में बात करते हैं यह वही है जो एम्बेडेड सिस्टम जैसा दिखता है हमारे पास कुछ हार्डवेयर के साथ एक एम्बेडेड कंप्यूटर होना चाहिए आपको इसके लिए कुछ सॉफ़्टवेयर लिखना होगा और निश्चित रूप से इसे उपयोग करने योग्य बनाने के लिए एक उचित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस होना चाहिए और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस पर्याप्त सरल होना चाहिए यह एक पूर्ण बड़ा बड़ा कीबोर्ड नहीं होना चाहिए जहां आप कुछ भी और सब कुछ टाइप कर सकते हैं यह किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए बहुत विशिष्ट होगा यह एक कार्टून की तरह है जो मैं दिखा रहा हूं यह आयताकार बॉक्स एक प्रोसेसर है प्रोसेसर के अंदर आप इतनी सारी चीजें देख सकते हैं आप एक डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर देख सकते हैं आप एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर काउंटर टाइमर पल्स विड्थ मोडउलटेर इतने सारे सिस्टम देख सकते हैं प्रोसेसर मेमोरी IO पोर्ट्स आदि के अलावा आज एक विशिष्ट माइक्रोकंट्रोलर जो एक एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट बनाता है जिसमें डिजिटल से एनालॉग इंटरफेस हो सकता है क्योंकि बाहरी दुनिया के अधिकांश इनपुट एनालॉग प्रकृति के होते हैं वे निरंतर प्रकृति के होते हैं जैसे तापमान आर्द्रता दबाव इत्यादि इसके साथ ही हम इस लेक्चर के अंत में आ गए हैं हम अगले लेक्चर में अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद